इसमें पहली कक्षा में हमने सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ा और अब हम डबल स्लिट डिफ्रेक्शन के बारे में पड़ेंगे यह बिल्कुल सामान्य डबल स्लिट डिफ्रेक्शन है तो अब हम सिंगल स्लिट को डबल स्लिट से बदल देंगे इसमें दो स्लिट होंगी जिन की चौड़ाई 'a' है और दोनों स्लिट के बीच की दूरी "b" है स्लिट की चौड़ाई a है और दोनों स्लिट के बीच में ओपेक दूरी 'b' है दोनों स्लिट के सेंटर 'd' दूरी पर है इस दूरी को स्लिट सिपरेशन कहते हैं यहां पर मैंने अलग से दिखाया है दो 'a' चौड़ाई वाली स्लिट को और ओपेक चौड़ाई 'b' से और स्लिट सिपरेशन 'd' है अब उसी तरीके से प्लेन वेव जो की आपस में पैरेलल है इस डबल स्लिट पर पड़ेगी और वहां पर डिफ्रेक्शन होगा और तब इन स्लिट से निकलने वाले सेकेंड्री वेवलेट आपस में इंटरफेस करेंगे और इन सेकेंड्री वेवलेट के बीच में इंटरफ्रेंस होगी और हम पता लगाएंगे की हमारी स्क्रीन जोकि स्लिट के मिडिल से सामने की ओर है उस पर कैसा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर मैं स्लिट से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वह नॉर्मल स्क्रीन को भी नॉर्मल ही होगा और अब मान लेते हैं कि हमारे पास पैरेलल रेस है जोकि नॉर्मल के साथ 𝚹 एंगल बना रही है अब यहां पर जो भी लाइट आ रही है वह Eo Exp i wt KR KYSin𝛉 dy है अब जैसा हमने सिंगल स्लिट में लिया था वैसे ही हमने एक पॉइंट लिया है y एक्सिस में और हम मान रहे हैं कि इसकी चौड़ाई बहुत ही कम dy है हमारा एंप्लीट्यूड Eo dy होगा और Eo Exp i wt KR KYSin𝛉 हैं यह ẟ KYSin𝛉 के बराबर है अभी हम देख सकते हैं कि यह पहली रे है और यह दूसरी रे है तो इन दोनों के बीच में क्या पाथ डिफरेंस हुआ यह जानने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहां से एडिशनल पाथ निकाल लेंगे जब यह सिंगल स्लिट था तब वह a Sin theta इसीलिए अब हमारे पास Y Sin theta है और हम इसका इंटीग्रेशन a2 से a2 तक करेंगे और पहले पार्ट में d को इंटीग्रेट करेंगे स्लिट सेपरेशन को इस तरीके से निकाला जा सकता है d a2 b a2 इस कॉलम से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है यह सिर्फ एक तरह का पाठ डिफरेंस ला रहा है हालांकि इससे कोई लाइट नहीं आ रही है इसी वजह से यहां पर d a2 और इस तरफ d a2 लिमिट रहे हैं इस दूसरे स्लिट से लेते हुए हमें यह हिस्सा लेना होगा और उस दूसरे स्लिट से लेते हुए हमें यह हिस्सा लेना होगा अब इससे क्या पाठ डिफरेंस आएगा वह dSin𝛉 होगा इससे के लिए यह होगा aSin𝛉 और अगर आप यह मान रहे हैं तो आपको यहां पर थोड़ा और एडिशनल पाथ डिफरेंस भी मिलेगा इसके लिए पाथ डिफरेंस बढ़कर d sin theta हो जाएगा और आपको एडिशनल पाथ aSin𝛉 dSin𝛉 मिलेगा हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन a2 से a2 तक होगा और इसी से के लिए इंटीग्रेशन d a2 to d a2 तक होगा और यह सब दो नंबर की स्लिट से आने वाले कंट्रीब्यूशन है और पी पॉइंट पर हमें Ep एंप्लीट्यूड मिलेगा आप अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे इस हिस्से को हम सिंगल प्लेट में कर चुके हैं और यह हमें Sinββ देगा दूसरे भाग से भी हमें ऐसा ही उत्तर मिलेगा यह हमें Sinββ देगा क्योंकि a2 से a2 तक लिमिट में d तू है ही इसीलिए यह सामान्य हिस्सा यहां पर होगा और यह हमारी दूसरी हिस्सा बन जाएगा अगर आप यह हिस्सा लेते हैं तो यह भी सामान्य होगा साथ ही यह हमें Sinββ देगा यह हिस्सा हमें देगा cos gamma e to the power i K d sin theta 2 अब यहां गामा क्या है गामा यहां पर 𝝿 d sin theta 2 के बराबर है जाहिर है कि 𝝿 a sin theta क्या ऐसा हमारे पास डिफरेंस d sin theta मैं होगा इसी वजह से K d sin theta का भाग 2 𝝿 ƛ से कर रहे हैं अब यह ƛ कहां से आया शायद मैंने K मैं ƛ को छोड़ दिया मुझे इसे चेक करना होगा बेटा के लिए मैंने यहां पर I लिखा है और इस में cos gamma आएगा एक अत्यधिक टर्म और है जिसे हम अत्यधिक रास्ते के लिए लिख रहे हैं जो कि K a sin theta जहां पर K 2 𝝿 Lambda और यह बीटा है यहां पर 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 𝝿 की वजह से यह 2 चला जाएगा और सिर्फ ƛ ही रह जाएगा यहां पर सिर्फ 𝝿 भाग ƛ ही होगा यह 2 नहीं होगा तो यह 𝝿 a sin theta ƛ हो जाएगा और गामा 𝝿 d sin theta ƛ है आखिर में डबल स्लित के लिए आपको यह 2aE0 मिलेगा जबकि इसका उत्तर सिंगल स्लित के लिए E0 था हमें E0 यहां पर एंप्लीट्यूड पर लेंथ के बारे में बताता है यह फेवरेट के एंप्लीट्यूड जोकि पर लेंथ पर लिए जा रहे हैं उनकी क्षमता के बारे में हमें बता रहा है यह aa2a के साथ गुना होकर 2a E0 बन गया है जिसे हम एंप्लीट्यूड कह रहे हैं और इस एंप्लीट्यूड को बाद में जब हम इन दो Sinββ and cos gamma के साथ जोड़ देंगे तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी I EpEp I0 गुना Sin beta beta का स्क्वायर गुना cos gamma का स्क्वायर यह Sinββ का स्क्वायर सिंगल स्लीट और डिफ्रेक्शन का असर है और यह cos gamma का स्क्वायर इंटरफ्रेंस की वजह से आ रहा है हमें यहां दो हिस्से मिल रहे हैं जिसमें से एक हिस्सा डिफ्रेक्शन की वजह से और दूसरा हिस्सा इंटरफेरेंस की वजह से मिल रहा है हालांकि यह सब पूरा डिफ्रेक्शन ही है लेकिन एक हिस्सा सिंगल स्लित डिफ्रेक्शन का योगदान है और दूसरा हिस्सा वेवफ्रंट के बीच में होने वाले इंटरफेरेंस से आ रहा है अगर अब मैं इसे प्लाट करता हूं तो मुझे पता है कि I I0 sin square beta beta square cos square gamma है जब हम Sin sqaure beta beta बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह सेंट्रल मैक्सिमा है और यह डिफ्रेक्शन मैक्सिमा है और यह डिफ्रेक्शन मिनीमा है फिर यह दूसरा मैक्सिमा है और यह cos gamma का स्क्वायर gamma का फंक्शन है और यह दोनों theta के फंक्शन हैं इसलिए मैं यहां पर फंक्शन ऑफ थीटा लिख रहा हूं अगर आप इस तरह से cos sqaure gamma बनाएंगे तो आपको इस तरह की तरंग मिलेगी यह cos का स्क्वायर है यह ग्राफ cos sqaure gamma के लिए है और यह ग्राफ sin square beta beta के लिए है अब यह दोनों आपस में मिल जाएंगे और हमें डबल स्लिट के लिए रिजल्ट डिफ्रेक्शन पेटर्न मिलेगा यह हमें इंटरफेरेंस के मैक्सिमम और मिनिमम की तरह मिल रहा है और हमें इस डबल स्लित डिफ्रेक्शन में इंटरफेरेंस मिल रहा है इस इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी सामान नहीं है यह बहुत तेजी से सिंगल स्लित डिफ्रेक्शन के आभास की वजह से घट रही है और आपको इस तरह का बदलाव मिल रहा है यहां पर theta 0 और आप को अधिकतम इंटेंसिटी मिल रही है जिसके बाद यह कभी बढ़ता है तो कभी घटता है मैं यहां एक खास चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम इस तरह से बदल रहे हैं कि जहां पर इंटरफेरेंस का मैक्सिमम पड़ रहा है उसी जगह पर डिफ्रेक्शन का मिनिमम भी पड़ रहा है ऐसी अवस्था में हम इंटरफेरेंस के मैक्सिमा को नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस दिशा में कोई भी प्रकाश नहीं है और इस विशेष theta के लिए हमें डिफ्रेक्शन मिनीमा मिलेगा और हम यह कह सकते हैं कि यहां पर इंटरफ्रेंस ऑर्डर में यह ऑर्डर खो गया है अब मैं आपसे यह चर्चा करूंगा से पहले मैं आपको डिफ्रेक्शन मिनीमा की स्थिति बता चुका हूं जो कि a sin theta m ƛ है और डिफ्रेक्शन मैक्सिमा के लिए यह gamma n 𝝿 है यह कॉस का पद है जब sin का पद n 𝝿 के बराबर होता है तो वह हमें मिनीमा देता है लेकिन जब cos का पद n 𝝿 के बराबर है तो वह हमें मैक्सिमा देगा इसीलिए ऐसी अवस्था पर हमें इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिल रहा है इसका मतलब इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए d sin theta n ƛ होगा इंटरफेरेंस मैक्सिमा की अवस्था थी तो जाहिर है कि इंटरफेरेंस मिनीमा के लिए d sin theta 2 n1 ƛ 2 पर होंगे तो इस महत्वपूर्ण बात को फिर से दोहराता हूं कि डिफ्रेक्शन मिनीमा a sin theta m ƛ और इंटरफ्रेंस मैक्सिमा d sin theta n ƛ पर मिलेगा अब मैक्सिमा और मिनीमा का स्थान जाने के बाद हम यहां से गायब हुए आर्डर को निकाल कर देखेंगे डिफ्रेक्शन मिनीमा a sin theta m ƛ और इंटरफ्रेंस मैक्सिमा d sin theta n ƛ पर मिलेगा एक ही एंगल पर हम लिख सकते हैं कि da nm जहां पर n हमारे गायब हुए इंटरफेरेंस मैक्सिमा के ऑर्डर को दर्शाता है और m डिफ्रेक्शन मिनीमा के आर्डर को दर्शाता है और d और a से इन दोनों की वैल्यू का फैसला होगा एक खास चीज इसके यहां पर हम चर्चा कर सकते हैं यह है कि जब d a होगा तब nm होगा और m 123 है इसका मतलब n भी 123 के बराबर होगा मतलब सभी इंटरफेरेंस मैक्सिमा गायब हो जाएंगे और हमें एक भी इंटरफेरेंस फ्रिंज नहीं मिलेगी हमें पूरी उम्मीद थी क्योंकि d ab और जब da होगा तो b0 हो जाएगा इसका मतलब दोनों स्लिट के बीच में कोई दूरी नहीं है और वह असल में एक ही सिंगल स्लिट है इसीलिए हमें पूर्ण रूप से यहां पर सिंगल स्लिट का प्रभाव देखने को मिल रहा है जब d 2a होगा तब b a हो जाएगा और n 2m हम दूसरे चौथे छठे आर्डर को खो देंगे इंटरफेरेंस मैक्सिमा किस स्थान पर हमें पहला दूसरा तीसरा डिफ्रेक्शन मिनिमम मिलेगा और यह खुद गायब हो जाएंगे एक और अवस्था है जिसमें d3a है और ऐसी अवस्था में तीसरा छटा नोवा इंटरफेरेंस मैक्सिमा गायब हो जाएगा आप यहां देख सकते हैं कि दूसरा और चौथे आर्डर का मैक्सिमा गायब है इसका मतलब d 2a है और theta 0 पर हमें n 0 पर सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है यह पहला है उसके बाद दूसरा गायब है फिर यह तीसरा है उसके बाद चौथा गायब है और दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो रहा है आप सेंटर में प्रिंसिपल मैक्सिमा या डिफ्रेक्शन मैक्सिमा को देख सकते हैं जिसे तीन इंटरफ्रेंस मैक्सिमा मिलकर बना रहे हैं इसके बाद चौथा गायब है और हम कह सकते हैं कि सेंट्रल रेंज में 3 प्रिंसिपल मैक्सिमा है इन तीन में सबसे बीच वाला सेंट्रल इंटरफेरेंस मैक्सिमा है और उसकी दोनों तरफ 1 1 इंटरफ्रेंस मैक्सिमा है जब p 1 होगा तब सेंट्रल मैक्सिमा 2p1 इंटरफ्रेंस मैक्सिमा से मिलकर बनेगा और जब d 3a होगा तो तीसरा छटा मैक्सिमा दोनों तरफ गायब हो जाएगा ऐसी अवस्था में हम p 2 लेंगे और सेंट्रल मैक्सिमा 5 इंटरफ्रेंस मैक्सिमा से मिलकर बनेगा इसका मतलब 2p15 होगा इस जानकारी से आप सेंट्रल मैक्सिमा कितने मैक्सिमा से मिलकर बना है और बराबर में कितने माध्यमिक मैक्सिमा है यह जान सकते हैं आप यही पता लगा सकते हैं कि कौन सा आर्डर गायब हो गया है जिसे आप da के रेशों से भी निकाल सकते हैं अगर d 3a होगा तो वहां पर तीसरा आर्डर गायब होगा इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा 5 इंटरफ्रेंस मैक्सिमा से मिलकर बना है और इस 3 को हम 51 भाग 2 से भी निकाल सकते हैं जब सेकंड ऑर्डर गायब होगा तो उसके मल्टीपल यानी कि चौथा छटा आठवां यह सब भी गायब हो जाएंगे और जब तीसरा गायब होगा तो उसके मल्टीपल जैसे की छटा नोवा यह सब गायब हो जाएंगे अब आप अगर यहां पर N स्लित डिफ्रेक्शन का विचार करे तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जैसे यह है N स्लित वाली डिफ्रेक्शन है इसे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं इसमें N संख्या में स्लित है अब आपको यहां पर इसको इंटीग्रेट करना होगा जैसे कि सिंगल स्लित Refer Time 2328 के लिए E E0 है जिसे मैंने C सैया दिखाया है यह सी सेकेंडरी सोर्स का एंप्लीट्यूड है जिसे हम पर लंबाई y axis की दिशा में निकाल रहे हैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि E0 की जगह मैंने C लिखा हुआ है सिंगल स्लिट के लिए हम इस तरीके से आगे बढ़े थे और डबल स्लिट के लिए इस तरीके से आगे बढ़े थे इसी तरह मैं N स्लिट के लिए आगे बढूंगा पर यह पहली स्लिट है यह दूसरी यह तीसरी जोकि सब a चौड़ाई की है और आपस में पहली स्लिट से d 2d 3d दूरी पर है अगर दूसरी स्लिट के लिए दूरी को d a2 to da2 लिया गया है तो तीसरी स्लिट के लिए यह दूरी 2d a2 to 2da2 तक होगी इसी तरह Nth स्लिट के लिए यह दूरी d a2 से लेकर d a2 तक होगी इस दूरी की वजह से दोनों स्लिट में से आने वाले प्रकाश के बीच में पाथ डिफरेंस होगा इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा जैसे डबल स्लिट के लिए आपको 2a मिला था वैसे ही Nth स्लिट के लिए Na मिलेगा मैंने यहां पर E0 की जगह C से एंप्लीट्यूड दर्शाया है हमें Sin beta beta का स्क्वायर मिलेगा और और एक दूसरा पद Cos gamma के स्क्वायर की जगह मिलेगा जो कि sin N gamma sin gamma स्क्वायर है इसे आगे सॉल्व करना आसान है और हमें I0 स्क्वायर के बराबर मिल रहा है यहां पर N स्लिट की संख्या के बराबर है और यह बहुत ही ज्यादा है इसीलिए I0 भी बहुत ही बड़ा होगा यहां पर यह इंटेंसिटी का फार्मूला है जोकि I I0 साथ में बचा हुआ हिस्सा के बराबर है यहां हमें सिंगल स्लिट का इंटेंसिटी का बदलाव इस पद से और इंटेंसिटी का बदलाव इंटरफेरेंस की वजह से इस पद से मिलेगा अब आगे बढ़ते हुए डिफ्रेक्शन के लिए तो ठीक है लेकिन इंटरफेरेंस के लिए हमें गामा को शून्य के बराबर रखना होगा अब यह गामा क्या है गामा 𝝿 d sin theta ƛ गामा जब पाई 2 पाई 3 𝝿 n 𝝿 के बराबर होगा तो यह शून्य होगा तब sin gamma 0 और sin N gamma 0 जिसकी वजह से यहां पर Sinββ जैसी अवस्था बन जाएगी जब लिमिट गामा बराबर n 𝝿 होगी तब यह पद N देगा अब हमें sin theta theta कैसे पता लगेगा जब theta 0 है इसका मान एक के बराबर होगा इसका मतलब जब हम Sin N gamma Sin gamma को N gamma से गुना करेंगे और उसी से भाग करेंगे तो और ऐसे ही गामा से गुणा और भाग करेंगे तो ऐसी लिमिटेड रखने पर यह दोनों पद 1 के बराबर हो जायेंगे यह मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां मिल रही है यह वहां मिल रही है जहां पर गाना n 𝝿 गामा बराबर n 𝝿 मतलब गामा बराबर n 𝝿 यह दे रहा है डी साइन थीटा बराबर n ƛ इस अवस्था को कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की अवस्था जो कि बिल्कुल इंटरफेरेंस की अवस्था के जैसी है और हमें यहां इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिलेगा हम अपने डबल स्लिट के अनुभव से कह सकते हैं कि यह इंटरफ्रेंस मैक्सिमा नहीं बल्कि मैक्सिमा है और ऐसे ही और भी मैक्सिमा हमें मिलते हैं इसीलिए हम इसे प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं और इस अवस्था से प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है इसी तरह आगे बढ़ते हुए आप को मिनिमम और मैक्सिमम मिलेंगे यहां पर मिनीमा होंगे और इनके बाद मैक्सिमा आएंगे जिन्हें हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे N gamma 𝝿 2 𝝿 n 𝝿 और जब Sin gamma जीरो के बराबर नहीं होगा तब gamma n 𝝿 N और 0 के बराबर नहीं है तब इस अवस्था को हम मिनीमा के लिए लेंगे यहां पर हम बार बार 0 के अलावा लिख रहे हैं n 𝝿 मैं n0 कभी नहीं होगा और ना ही N 2N होगा और sin gamma 0 यह प्रिंसिपल मैक्सिमा की अवस्था है और यह इंटरफ्रेंस मिनीमा की अवस्था है जो कि d sin theta n के बराबर है आप आपको यहां से dSin𝜭 n ƛN यह हमें इंटरफ्रेंस मिनीमा की स्थिति बता रहा है यहां अगर हम n 1 2 ऐसे लिख और n को कभी भी 0 N 2N इस तरह से ना रखे तो हमें हमेशा प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा और यहां मध्य में सेकेंड्री मैक्सिमम मिलेगा जिसे यहां इस तरह से दर्शाया जा रहा है यह प्रिंसिपल मैक्सिमा है और इसके बाद आपको सेकेंड्री मैक्सिमा मिलेंगे आप को इंटरफेरेंस मिनीमा के लिए n को N 1 तक रखना होगा इनके अंतर्गत जो भी मैक्सिमा हमें मिलेंगे उन्हें हम सेकेंड्री मैक्सिमा कहते हैं और इनके लिए dSin𝜽 2n1ƛ2N होता है अब यह आपको कब मिलेंगे यह आपको मिलेंगे जब N गामा 3 𝝿 2 5 𝝿 2 के बराबर होगा यहां पर 𝝿 2 की अनुमति नहीं है हम N गामा को 𝝿 2 के बराबर क्यों नहीं रख सकते हां हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें हमेशा 3 𝝿 h2 से ही शुरुआत कर रही होगी क्योंकि n0 की अनुमति हमें नहीं है क्योंकि ऐसा करने से n और N दोनों शून्य के बराबर हो जायेंगे हमें n को 0 N 2N इत्यादि रखने की अनुमति भी नहीं है क्योंकि ऐसा करने से यह प्रिंसिपल मैक्सिमा की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा यह सब परिस्थिति हमें गामा की गणना करते वक्त मिल रही है जब dSin𝜽 2n1ƛ2N अगर होगा तो हमें सेकेंड्री मैक्सिमा मिलेगा आप इसको यहां देख सकते हैं कि किन्ही दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में N 1 मिनीमा है और N 2 सेकेंड्री मैक्सिमा है N स्लिट के डिफ्रेक्शन ग्रीटिंग के लिए हमें यह प्रिंसिपल मैक्सिमम मिला और इसके अंतर्गत हमें मिनिमम और सेकेंड्री मैक्सिमा मिला इस पूरे प्रिय को हम सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के प्रभाव से भी समझ सकते हैं अगर स्लिट की संख्या प्रति सेंटीमीटर या प्रति इन बहुत ज्यादा हो जाए जैसे कि 1000 तब आपको बहुत सारे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेंगे मैंने यहां N6 के लिए आपको यह बनाकर भी दिखाया है और ज्यादातर तीव्रता प्रिंसिपल मैक्सिमा से ही मिल जाएगी और इसके बीच में सेकेंड्री मैक्सिमा भी है जब हम इन दोनों की तीव्रता को एक दूसरे के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो यह बहुत कम होगी क्योंकि स्लिट की संख्या बहुत ज्यादा है यह इतनी कम होगी कि हम इसे देख भी नहीं पाएंगे जिसकी वजह से ऐसा लगेगा जैसे कि यह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जैसा हो जैसा पैटर्न हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैं देखा था हमें यहां पर वैसा ही पैटर्न मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही अंतर है वह यह है कि यहां पर बहुत सारे प्रिंसिपल मैक्सिमा है जिनके अंतर्गत मैक्सिमम और मिनिमम है ऐसा हम देख नहीं पाएंगे यहां पर भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह कुछ प्रिंसिपल मैक्सिमा गायब होंगे और जैसे da n ƛ की मदद से हम यह गायब आर्डर निकाल सकते हैं उसी तरह यहां पर भी हम यह गायब प्रिंसिपल मैक्सिमा को निकालने की कोशिश करेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई को यहां पर इस तरह से निकाला जा सकता है आप देख सकते हैं कि 𝝿 𝝿N उधर मिनीमा है और 𝝿 2𝝿N पर एक और मिनीमा है आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की अवस्था 𝝿 𝝿N 𝝿 2𝝿N 𝝿 3𝝿N और 𝝿 𝝿N 𝝿 2𝝿N 𝝿 3𝝿N पर मिल रही है यहां पर गामा 2𝝿N के बराबर है जो कि हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई भी है गामा को अगर चौड़ाई के बराबर रखे तो हमें Sin 𝜽 2ƛNd के बराबर मिलेगा अगर पूरी चौड़ाई को डिफरेंट सेट कर दिया जाए तो हमें डेल थीटा मिलेगा जो कि 2ƛNdcos𝜽 के बराबर है इसे हम प्रिंसिपल मैक्सिमा की आधी चौड़ाई भी कहते हैं इसकी आवश्यकता एक दूसरी चीज का वर्णन करने के लिए पड़ती है अब इस ग्रेडिंग की डिस्पर्सिव पावर के बारे में चर्चा कर लेते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होती है डिस्पर्सिव पावर एंगल के बदलाव को फेवरेट के बदलाव से भाग करने पर पाया जाता है अगर वेवलेंथ बदल रही है तो उसके साथ साथ कैसे डिफ्रेक्शन का कोण भी बदल रहा है उसी ऑर्डर के लिए यह हमें देखना होगा हम यह जानते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए dSin 𝜽 nƛ अवस्था होती है जिस से d cos 𝜽d 𝜽 n dƛ प्राप्त किया जा सकता है अब अगर किसी एक निर्धारित n के लिए अगर लंबा बदलता है तो हमें एंगल में भी बदलाव मिलेगा यहां से मैं डिस्पर्सिव पावर को निकाल कर बता सकता हूं और यह n यानी कि ऑर्डर d और 𝜽 के ऊपर आधारित है और एक वेव लेंथ के लिए इसका रिजॉल्विंग पावर कुछ भी नहीं होगा जबकि अगर वहां दो बैलेंस है तो दोनों वेवलेंथ के लिए हमें अलग अलग प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेगा जो कि बहुत ही करीब होंगे जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहां पर एक ही ऑर्डर के दो प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें मिल रहे हैं जिसमें से एक की वेवलेंथ ƛ और दूसरे की ƛ dƛ है अगर हम इन दोनों वेवलेंथ से मिलने वाले दो प्रिंसिपल मैक्सिमा को अलग अलग देख पाएंगे तभी वह कह सकेंगे कि यह रिजल्ट है दोनों वेबलिन से मिलने वाले प्रिंसिपल मैक्सिमा को अलग अलग कर पाएंगे यह किस तरह ग्रीटिंग की क्षमता पर निर्धारित करता है इसी को हम ग्रीटिंग की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं रे ले क्राइटेरिया के अनुसार अगर एक विवरण से मिलने वाला एक प्रिंसिपल मैक्सिमा और उसी आर्डर में दूसरी वेवलेंथ से मिलने वाला मैक्सिमा की पिक के बीच में एक मिनीमा है तब इस एंगुलर सेपरेशन के मुताबिक हम इन्हें रिसोल्स कर सकते हैं जो कि यहां हरे रंग से दर्शाया हुआ है अगर इन दोनों की बीच की दूरी इस तरह से है कि हम उसे नहीं देख सकते हैं और इन दोनों के बीच का अंतर नहीं बता सकते हैं तब हमें यह एक बहुत बड़े पिक जैसा लगेगा अगर इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो हम इन्हें आसानी से अलग अलग देख पाएंगे इसलिए एक वेवलेंथ के प्रिंसिपल मैक्सिमा को मिनीमा से मिलना होगा तभी हम इन्हें रिजल्ट कह सकते हैं इसी को रेले क्राइटेरिया कहते हैं इस अवस्था के मुताबिक dSin 𝜽 nƛ के बराबर होता है जिस से dcos 𝜽d 𝜽 n dƛ प्राप्त किया जा सकता है यहां से हमें और कुछ नहीं मिनिमम सेपरेशन चाहिए जो की न्यूनतम दूरी है यह और कुछ नहीं बल्कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के आदी चौड़ाई के बराबर है प्रिंसिपल मैक्सिमा की आधी चौड़ाई जिसे हमने 2ƛNdcos𝜽 के बराबर निकाला था अगर हम dcos 𝜽d 𝜽 n dƛ के बराबर रखते हैं तो dƛƛ n N के बराबर हो जाएगा इसे हम क्रोमेटिक रिजॉल्विंग पावर कहते हैं यह रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के रूप में मिल रही है इसीलिए इसको क्रोमेटिक रिजॉल्विंग पावर कहते हैं इसे परिभाषित करने के लिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह यह दर्शाती है कि दो अलग अलग वस्तुओं को क्या हम रिजल्ट कर सकते हैं या नहीं यहां पर हम इसे वेवलेंथ के अनुसार ले रहे हैं इसीलिए हम इसे क्रोमेटिक रिजॉल्विंग पावर कहेंगे यह प्रिंसिपल मैक्सिमा के आर्डर पर और साथ ही साथ ग्रीटिंग स्लिट मे रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है यही सब मैंने सिंगल स्लिट डबल स्लिट और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए आप सबको समझाया है अब मैं इसका प्रयोग आपको अपनी प्रयोगशाला में करके दिखाऊंगा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद